इस क्लास में हम उन तरीकों को देखेंगे जो हमें सबसे अच्छा या ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रदान करते हैं हम उन तरीकों को भी देखेंगे जो हमें बताते हैं कि कैसे पहचानें कि सबसे अच्छा या ऑप्टिमम सॉल्यूशन θ तक पहुंच गया है तो हम शुरुआती समाधानों में से एक लेते हैं यह वह समाधान है जो पेनल्टी कॉस्ट मेथड या वोगल के एप्रोक्सीमेशन मेथड से दिया गया है तो यह वह समाधान था जो हमने पिछली कक्षा में देखा था इसलिए यह पेनल्टी कॉस्ट या वोगल के एप्रोक्सीमेशन मेथड से है तो आइए हम इस समाधान को आगे का विश्लेषण करने के लिए लेते हैं अब यह एक समाधान है जो पेनल्टी कॉस्ट मेथड द्वारा 500 की लागत के साथ और 565 की लागत के साथ दिया गया है अब केवल दो चीजें हो सकती हैं यह ऑप्टिमम सॉल्यूशन मतलब इष्टतम समाधान हो सकता है यह ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं हो सकता लेकिन फिलहाल हमें नहीं पता कि यह ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं लेकिन अगर यह ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है तो कुछ अन्य सॉल्यूशन को ऑप्टिमम होना चाहिए और कुछ अन्य समाधानों में कम से कम एक में एलोकेशन होना चाहिए बिना एलोकेशन वाली पोजीशन में अन्यथा इन पांच एलोकेटेड पोजीशन को देखते हुए यह सबसे अच्छा और एकमात्र एलोकेशन है जो हमें प्राप्त हुआ है इसलिए यदि यह सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है तो इसके पास बिना एलोकेशन वाली पोजीशन में कम से कम एक एलोकेशन होना चाहिए इसलिए अब हम देखेंगे कि क्या किसी अनएलोकेटेड पोजीशन में कुछ डालना लाभदायक है अब चार अनअलोकेटेड पोजीशन हैं अब पहली पोजीशन यह पोजीशन है जिसे पोजीशन 1 2 कहा जाता है अब हम इस 1 2 पोजीशन को लेते हैं और इसमें कुछ डालने की कोशिश करते हैं अगर मैं इसमें कुछ डालूं मैं इसमें एक 1 डालता हूं अब मैं देखता हूं कि सप्लाई 40 के बजाय अब 41 है इसलिए मुझे इस 5 में से या तो 35 में से 1 को निकालना होगा इसलिए इस समय मैं इस 35 से निकाल दूंगा तो मुझे 1 प्राप्त होता है और यह 40 हो जाता है अब तीसरे की डिमांड को क्या होता है मैंने इस 35 में से 1 निकाल लिया है इसलिए यह 34 हो गया है और डिमांड केवल 39 है इसलिए मुझे यहाँ 1 जोड़ना होगा ताकि मुझे 40 मिलें लेकिन फिर अगर मैं यहाँ 1 जोड़ूँ तो यह 35 केवल 35 उपलब्ध है लेकिन 36 एलोकेटड हैं तो मुझे इसमें से 1 लेना होगा तो यह 29 हो जाएगा और 1 30 हो जाएगा तो अगर मैंने अनएलोकेटेड पोजीशन में 1 डाल दिया तो मुझे मौजूदा अलोकेशन को एडजस्ट करना होगा जिससे कि मैं इसे संतुलित कर सकूं इसलिए जब मैंने यह 1 डाल दिया तो आपने देखा होगा कि मेरे पास इस 35 से कम करने या इस 5 से कम करने का विकल्प था और मैं इस 35 से कम करने का विकल्प चुनता हूं और यदि मैं और जब मैं इस 35 से कम करता हूं तो मैंने इससे शुरू किया मैं इसके पास गया मैं इसके पास गया मैं इस पर गया और मैं वापस आया इसलिए मैंने एक लूप पूरा किया पहला 1 जिसे मैंने अनएलोकेटेड पोजीशन में रखा बाकी एडजस्टमेंट जहां केवल एलोकेटेड पोजीशन से अगर मैं यह 5 से कोशिश करता हूं तो मुझे ऐसा लूप नहीं मिल पाएगा अब इस तरह के एक लूप को प्राप्त करना कुछ समस्याओं को हल करने से आता है तो इसे शुरू करते हैं यह लूप है जब हम यहां 1 डालते हैं तो जब मैं इसे संतुलित करने के लिए यहां 1 डालता हूं तो मुझे रखना होगा 1 1 1 अब यह करने का प्रभाव क्या है जब मैंने 1 डाला तो मेरी लागत 9 से बढ़ गई जब मैंने 1 हटाया मेरी लागत 7 से घट गई जब मैंने 1 डाला तो लागत 6 से बढ़ गई जब मैंने 1 हटाया तो मेरी लागत 5 से घट गई अब यह 9 7 6 5 के रूप में दिखाया गया है तो 9 7 2 है 6 5 1 है यह 3 है तो इस पोजीशन में कुछ डालने की शुद्ध लागत 3 है तो यदि मैं इस में 1 डालूं तो मेरी लागत 3 से बढ़ जाएगी और इसलिए मेरे लिए इस में कुछ रखना लाभदायक नहीं रहेगा तो अब मुझे दूसरी अनअलोकेटेड पोजीशन पर नजर डालनी होगी जो यहां है इसलिए मैं 1 को यहां रखता हूं मैं इस 1 से इसे संतुलित करता हूं फिर से मैं इस 1 से इसे संतुलित करता हूं ध्यान दें कि मैं ये एडजस्टमेंट केवल अलोकेटेड पोजीशन से कर रहा हूं मैं इसमें से 1 डाल सकता हूं मैं यहां 1 लेता हूं और मैं यहां 1 लेता हूं अब यह संतुलित हो गया है अब आप देखते हैं कि मेरा लूप यहाँ से शुरू हुआ इस तक गया इस तक गया आगे गया और नीचे आया इस पर गया और यह वापस आ गया यह मेरा लूप है तो सही लूप खींचने की क्षमता आएगी जब हम अधिक संख्या में समस्याओं को हल करेंगे इसलिए हम शुरू करते हैं यह लूप है और इसका प्रभाव 3 की वृद्धि है जो यहां दिखाया गया है 5 से कम हो जाता है जो यहां दिखाया गया है 6 से बढ़ता है जो यहां दिखाया गया है 1 के कारण 7 से कम होता है जो यहाँ दिखाया गया है 8 से बढ़ता है जो यहाँ दिखाया गया है और 4 से कम होता है जो यहाँ दिखाया गया है तो आप किसी भी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं आप कह सकते हैं कि लूप यहां से हैं या दूसरे तरीके से तो 3 5 6 7 इस प्रकार आगे भी तो इसका शुद्ध परिणाम 1 है जिसका मतलब है कि अगर मैं इस पोजीशन में 1 इकाई लगाता हूं तो मेरी लागत 1 से बढ़ जाती है तो इसे इस पोजीशन में रखना मेरे लिए लाभदायक नहीं है अब हम यहां तीसरी पोजीशन को देखते हैं जो कि यह पोजीशन है तो मैंने 1 को यहां रखता हूं तो यह 1 यहाँ 1 यहाँ और 1 यहाँ रखता हूं और लूप संतुलित हो जाता है तो लूप यहां से शुरू होकर यह इस पर गया यह इस पर गया यह इस पर गया और यह वापस आ गया अब प्रभाव क्या है इस 1 ने लागत में 5 की वृद्धि की है इस 1 ने इसे 4 से घटाया है 8 से बढ़ाया है और 7 से घटाया है और शुद्ध लागत 2 है इसलिए यदि मैंने इस अनएलोकेटेड पोजीशन में 1 डालता हूं तो मेरी शुद्ध लागत बढ़ेगी मैं लागत को कम करने के लिए 1 को यहां से नहीं निकाल सकता क्योंकि इस पोजीशन में कुछ भी नहीं है इसलिए मैं उस स्थिति पर विचार नहीं कर सकता तो फिर से मैं वापस जाता हूं और मैं यहां लास्ट पोजीशन देखता हूं यह लास्ट पोजीशन है तो मैं 1 को यहां रखने की कोशिश करता हूं तो मैं यहां 1 लगाने की कोशिश करता हूं तो मुझे यहां 1 मिलता है मुझे यहां 1 मिलता है मुझे यहां 1 मिलता है और यह संतुलित हो जाता है अब यहां से लूप शुरू होता है यहां इस पर यहां है इस पर जाता है यहां वापस आ जाता है हमेशा याद रखें 1 को अनएलोकेटेड पोजीशन में रखें और अन्य सभी एडजस्टमेंट एलोकेटेड पोजीशन में करें और इसे संतुलित होना आवश्यक है तो इस 1 की वजह से शुद्ध लागत 8 है 1 के कारण 8 है 1 की वजह से 7 और इस पोजीशन के कारण 6 शुद्ध लागत 1 है फिर से यहां इस पोजीशन में कुछ भी डालना लाभदायक नहीं है क्योंकि यह केवल लागत में वृद्धि करेगा इसलिए हमने चार अनअलोकेटेड पोजीशन को देखा है उनमें से किसी एक को वहाँ रखना लाभदायक नहीं है इसलिए एल्गोरिथ्म अब कहता है कि वर्तमान समाधान वास्तव में ऑप्टिमम है क्योंकि यदि यह ऑप्टिमम नहीं होता तो कम से कम एक अनअएलोकेटेड पोजीशन हमारे लिए एलोकेट करने के लिए लाभदायक होती और ऐसा नहीं हुआ इसलिए 565 के साथ यह समाधान सबसे अच्छा समाधान है अब हमें आगे बढ़ते हैं अब हम वापस जाते हैं और देखते हैं तो मैंने जो कुछ भी समझाया है वह अब एक बार फिर दिखाया गया है तो इसलिए अब एक और समाधान देखते हैं अब हम एक समाधान देखते हैं जो कि यहां 30 10 25 5 और 30 दिया गया है यह देखते हैं कि क्या यह मिनिमम कॉस्ट मेथड से मिनिमम कॉस्ट न्यूनतम लागत के लिए समाधान है तो यह 590 के बराबर लागत के साथ 30 10 25 5 और 30 था तो यह वह समाधान है जिसे हमने मिनिमम कॉस्ट मेथड का उपयोग करके प्राप्त किया था अब इसकी कुल लागत 590 थी क्योंकि हमें पहले ही पता है कि ऑप्टिमम 565 है हम जानते हैं कि यह ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है अब हम वही विचार लागू करते हैं यदि यह ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है तो एक अनअलोकेटेड पोजीशन में 1 डालकर हमें लाभ मिलेगा इसलिए हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो हम इस पोजीशन को देखकर शुरू करते हैं हम 1 को यहां रखते हैं इसलिए यह 1 हो जाता है यह 1 हो जाता है और यह 1 हो जाता है तो इस का शुद्ध प्रभाव 9 7 है 16 5 के कारण जो 3 होता है अब हम अगली पोजीशन पर कोशिश करते हैं जो यहाँ है मैंने 1 लगाया है तो जब मैंने 1 किया तो मुझे 1 मिला मुझे 1 मिला मुझे 1 मिला मुझे 1 मिला और मुझे इसे संतुलित करने के लिए 1 मिला अब इसका शुद्ध प्रभाव 4 है जो यहाँ से आया है 3 जो यहाँ से आया है 5 यहाँ से आया है यह 5 6 1 जो यहाँ से आया है 7 जो यहाँ से आया है और 8 जो यहाँ से आया है तो 4 3 1 15 6 6 6 0 07 7 7 8 1 है इसलिए हम देखते हैं कि यहां 1 लगाने से वास्तव में हमें लाभ मिलता है और लागत कम होती है अब हम यह देखने के लिए अन्य पोजीशन पर प्रयास करते हैं कि क्या हमें और कमी मिल सकती है तो यह करने के लिए हम वापस जाते हैं तो यदि हम इस पोजीशन में तीसरी पोजीशन में प्रयास करते हैं तो अगर हम 1 को इस स्थिति में रखते हैं तो 1 यहां आएगा 1 यहां आएगा 1 यहां आएगा और हम देखते हैं कि लागत 5 6 5 3 है शुद्ध लागत 1 है इसलिए यह लाभदायक नहीं है और यदि आप लास्ट पोजीशन में डालते हैं तो हम देखते हैं कि यदि आप लास्ट पोजीशन में रखते हैं तो यह हमारा लूप होगा तो यह 8 8 7 6 हो जाएगा जो फिर से 1 है तो 4 अनअलोकेटेड पोजीशन में से हम अब देखते हैं कि यहां कुछ डालने से हमें लाभ मिलेगा और यह लाभ 1 है तो अब हम यह देखते हैं कि हम उस पोजीशन में कितना डाल सकते हैं तो यह पता लगाने के लिए कि हम उस पोजीशन में कितना डाल सकते हैं हम उस पोजीशन में θ डालते हैं तो अगर मैं इस पोजीशन में θ को रखता हूँ तो इसे संतुलित करने के लिए यह 25 θ हो जाता है यह 5 θ हो जाता है यह 30 θ 10 θ और 30 θ हो जाता है अब मुझे यह पता है कि जब मैं 1 लगाता हूं तो मुझे लाभ मिलता है तो मैं यह पता लगाऊंगा कि मैं कितना डाल सकता हूं कि मुझे जितना हो सके लाभ हो तो यह θ दिया गया है तो मैं θ 1 θ 2 और इस प्रकार आगे रखता जाता हूं तो जब मैं यहां θ रखता हूं 25 θ जब मैं θ बढ़ाता जाता हूं 25 θ घटकर 0 हो जाता है और यह 0 पहले आता है तो 30 θ 30 θ 25 θ तो जब θ 25 होता है यह 0 हो जाता है तो जब यह 25 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा यह 5 25 30 हो जाएगा यह 30 25 5 10 25 35 और 30 25 जो कि 5 हो जाएगा तो θ 25 जो कि 3 वैल्यू में से छोटा है जो हमें θ से मिली जब हमने θ से 0 किया तो अब हम देखते हैं कि यह 25 हो गया है यह 30 5 35 हो गया है अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसका समाधान है अब फिर से हमने यह भी देखा कि इससे जुड़ी लागत 565 है अब हम वास्तव में 590 Refer Time 1532 के पिछले समाधान से इस 565 को दिखा सकते हैं जो यह था यहां इकाई लाभ 1 है या लाभ 1 है 1 लागत में कमी को दर्शाता है मात्रा जो हम वहां डाल सकते है वह 25 है इसलिए प्रति यूनिट लाभ 1 है 25 इकाइयों के लिए लाभ 25 है इसलिए 590 25 565 है अब यह जांचने के लिए कि क्या यह समाधान ऑप्टिमम है हम पहले ही देख चुके हैं कि यह ऑप्टिमम है लेकिन हम अब वापस जाते है और यहां 1 रखते है और हम देखते हैं कि लागत बढ़ जाती है यहां 1 डालते हैं तो देखते हैं कि लागत बढ़ जाती है 1 को यहां रखते हैं 1 को यहां रखते हैं जो हमने पहले ही किया है और इसलिए यह इस समस्या का ऑप्टिमम सोल्यूशन है अब इस विधि को स्टेपिंग स्टोन मेथड कहा जाता है अब स्टेपिंग स्टोन मेथड के लिए एक प्रारंभिक समाधान की आवश्यकता होती है और यह कि समाधान नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या मिनिमम कॉस्ट या पेनल्टी कॉस्ट या वोगेल एप्रोक्सीमेशन से हो सकता है एक शुरुआती समाधान को देखते हुए स्टेपिंग स्टोन मेथड यह जांच करेगी कि क्या किसी अनएलोकेटेड पोजीशन में कुछ डालना हमें लाभ देगा या नहीं यदि कोई लाभ है तो हम θ की गणना करेंगे θ जो अधिकतम मात्रा जिसे हम डाल सकते हैं और नए समाधान पर स्टेपिंग स्टोन के विचार को लागू करते हैं और यह तब तक चलेगा जब तक हम यह देखते हैं कि किसी दिए गए समाधान के लिए इसे अनएलोकेटेड पोजीशन पर रखना जो हमें फिर से नहीं दे और यही वह बिंदु है जो यह बताता है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक पहुंचा जा चुका है और इस उदाहरण के लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन ने हमें 565 दिया है अब हम एक अन्य विधि देखेंगे जिसे हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए दिखाएंगे यह स्टेपिंग स्टोन मेथड से अलग है इस विधि को MODI मेथड या मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहा जाता है अब इसके लिए भी एक शुरुआती समाधान की आवश्यकता होती है जिस तरह से स्टेपिंग स्टोन के लिए आवश्यकता होती है तो हम इस समाधान को देखते हैं वही प्रारंभिक समाधान जिसके साथ हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड शुरू की अब यह एक प्रारंभिक समाधान है जो हमारे पास है अब इन समाधानों के साथ हम कुछ और करने जा रहे हैं अब हम प्रत्येक सप्लाई और प्रत्येक डिमांड के साथ एक टॉम को जोड़ने जा रहे हैं तो तीन सप्लाई पॉइंट्स हैं हम इसे u1 u2 और u3 के रूप में परिभाषित करेंगे तीन डिमांड पॉइंट हैं जिन्हें हम v1 v2 और v3 के रूप में परिभाषित करेंगे और हम शुरुआत u1 0 से करते हैं अब जब हम u1 0 को इनिशियलाइज़ करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि ui vj Cij के बराबर है जहाँ एक एलोकेशन है तो इसका क्या मतलब है अब यहां एक एलोकेशन है ui vj u1 v1 Cij जो 8 है तो u1 0 है तो 0 v1 8 है और यह हमें v1 8 देगा अब ui vj Cij है अब यहाँ एक और एलोकेशन है u ज्ञात है तो ui vj Cij u1 v3 7 7 आपका Cij है u1 v3 7 u1 0 है इसलिए v3 7 है अब हमें v3 मिल गया है तो वापस आते हैं और देखते हैं कि यहाँ एक एलोकेशन है अब इस एलोकेशन के लिए ui vj Cij के बराबर है तो u3 ui u3 यह तीसरी रो है तो u3 v3 6 है Cij 6 है तो u3 7 6 है तो u3 1 बन जाएगा तो अब हम u3 डालेंगे यह 1 हो जाएगा अब जब हमारे पास u3 है और यहाँ एक एलोकेशन है तो हम वापस जाते हैं यहाँ एक एलोकेशन है तो ui vj Cij जो यह 5 है तो u3 v2 5 1 v2 5 इसलिए v2 6 है अब v2 रखने से यहाँ एक एलोकेशन है इसलिए हम वापस जाते हैं u2 v2 3 u2 6 3 तो u2 3 तो हमने अब इसका उपयोग कर सभी u और v की गणना कर ली है यदि हम अपने अच्छे शुरुआती समाधान के साथ शुरुआत करते हैं तो सभी u और v की गणना करना संभव है अब हमें जांचना होगा कि क्या इन अनएलोकेटेड पोजीशन में कुछ डालना फायदेमंद है हमने u और v को प्राप्त करने के लिए एलोकेटेड पोजीशन का उपयोग किया है और अब हम अनएलोकेटेड पोजीशन को देखेंगे अब अनअलोकेटेड पोजीशन के लिए Cij ui vj की गणना करेंगे यह एक अनअलोकेटेड पोजीशन है तो Cij 9 है ui vj 0 6 9 6 जो कि 3 है Cij 4 ui vj 3 8 जो कि 5 है 4 5 1 है Cij 5 ui vj 3 7 जो 4 है तो 5 4 1 है Cij 8 ui vj 18 7 तो 8 7 1 है अब ये लाभ का प्रतिनिधित्व करते हैं अब हम देखते हैं कि यहाँ एक नेगेटिव है इसलिए लाभ है और हम इस पोजीशन में कुछ रख सकते हैं अब हम कितना डालते हैं और हम यहाँ से कैसे आगे बढ़ते हैं यह अब हम अगली क्लास में देखेंगे